पहले वीक के मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने ट्रांसमिशन लाइन्स और उसमे आने वाली एक्वेशन्स देखी इस मॉड्यूल में हम देखेंगे जो कहलाता है रिफ्लेक्शन कोईफिशिएंट और VSWR अतः ट्रांसमिशन लाइन्स की एक्वेशन्स हल करते समय हमारे सामने दो प्रश्न आये एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए वोल्टेज एक्वेशन कुछ इस तरह से दी हुई थी और करंट एक्वेशन कुछ इस तरह से दी हुई थी यहाँ एक बार फिर गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है और Z0 कॅरक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स कहलाता है अतः तब इम्पीडेन्स Vxअपॉन Ix के रेशो के बराबर होना चाहिए ये परिभाषा के द्वारा है अब अक्सर क्या होता है की यदि हम सोर्स रिफरेन्स प्लेन के हिसाब से देख रहे हैं तब ये X जो की इस एक्वेशन में है सोर्स से दूरी प्रदर्शित करता है परन्तु ये हमे एक चुनौती देता है चुनौती यह की सोर्स पर एब्सोल्युट क्वांटिटी क्या है जिसे हम जानते हैं यदि हमारे पास एक कनेक्टेड सोर्स है तब आप मुझे बोल सकते हैं की सोर्स स्वयं ही रिफरेन्स है परन्तु मान लो की हम सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं जिसके एक एन्ड पर लोड ZL लगा है और दूसरे एन्ड को हम बुलाते हैं सोर्स तब आप देख सकते हैं की हमारे पास सोर्स की अनुपस्थिति में कोई रिफरेन्स नहीं है जो की वास्तविकता मैं जुड़ा हुआ है हमारे पास कोई रिफरेन्स नहीं है दूसरी ओर जो लोड इस एन्ड से जुड़ा हुआ है वह एक स्टैण्डर्ड रिफरेन्स है स्टैण्डर्ड रिफरेन्स से मेरा मतलब है कि की यह वैल्यू कांस्टेंट रहती है और तब भी नहीं बदलती जब हमारे पास सोर्स पर कुछ वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल का मतलब यदि हमारे पास अलग अलग तरह के सोर्स हैं अतःहम देख सकते हैं कि फिर लोड एंड पर लोड ZL की उपस्थिति रिफरेन्स पॉइंट के रूप में सोर्स की तुलना में अधिक स्टैण्डर्ड रिफरेन्स हो सकती है अतः हमें चाहिए हम सोर्स के बजाय लोड एंड से दूरी के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं तो यही कारण है कि हमने जो किया था हमारे पास एक और रिफरेन्स प्लेन D था जो X की तुलना में विपरीत दिशा में चलता है और फिर X से D तक एक कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करके जो हमें मिलता है वह यह एक्वेशन है तो ये एक्वेशन्स आप जानते हैं कि हम क्या प्राप्त करते हैं जब हम X से D तक कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और अगर D के साथ वेरिएबल डिस्टेंस जिसे हम L कहते हैं तो हम इन एक्वेशन्स को प्राप्त करते हैं और फिर इन एक्वेशन्स को और आगे हल करने पर हमें V और V की वैल्यूज इस तरह मिलती हैं और फिर अंत में इम्पीडेन्स के लिए हल करने पर हमें यह एक्वेशन मिलती है इसलिए लोड ZL के साथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए इनपुट इम्पीडेन्स इस एक्वेशन के द्वारा दी गई है एक बार फिर से अब यदि हम X को वेरिएबल की तरह उपयोग करते रहते हैं तो हमें VL और IL के लिए निम्नलिखित संबंध मिलते हैं जो कि लोड एंड पर वोल्टेज और करंट के लिए है ZL लोड एंड पर इम्पीडेन्स VL अपॉन IL के बराबर है और ZL के बराबर है और इन एक्वेशन्स को हम V और V के लिए हल करते हैं तो हमें ये 2 एक्वेशन मिलते हैं और फिर L का Z पता लगाने के लिए जो की सोर्स पर इम्पीडेन्स है हमें यह एक्वेशन मिलती है अब X से D में कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमे ये एक्वेशन मिलती हैं और हम देखते हैं कि इस एक्वेशन से जो हम देख सकते हैं वह यह है कि बढ़ते D के साथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेन्स की वैल्यू एक समान रूप से बढ़ती या घटती नहीं है यह वास्तव में रिपीट होती है क्योंकि टैन फ़ंक्शन वास्तव में खुद को रिपीट करता है इलेक्ट्रिकल एंगल के हिसाब से हर पाई पीरियड के बाद ZD की यह वैल्यू खुद को रिपीट करेगी या पोजीशन के हिसाब से हर लैम्ब्डा अपॉन 2 लम्बाई पर ZD की वैल्यू खुद को रिपीट करेगी तो यह पीरियाडिक है दोनों इलेक्ट्रिकल के साथ साथ वेवलेंथ और साथ ही फ्रीक्वेंसी के रूप में जो हम बाद में देखेंगे अब एक एन्ड पर जुड़े लोड के साथ इस ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेन्स पिछली स्लाइड से हमने देखा कि यहां इनपुट इम्पीडेन्स ZD इस एक्वेशन द्वारा दी गई है अब इस एक्वेशन के आधार पर हम कुछ मज़ेदार मामलों को प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि मान लें कि ZL 0 है तो हमारे पास इस एक्वेशन द्वारा दिया गया इनपुट इम्पीडेन्स है और अगर हमारे पास ZL है तो वह इनफाईनाईट है अर्थात यदि यह एन्ड ओपन है तो ZD इस एक्वेशन द्वारा दिया गया है और यदि हमारे पास है ZL Z0 के बराबर है तो हमारे पास ZD ZZ के बराबर है अब सवाल यह उठता है कि फॉर्मूले का उपयोग क्या शॉर्ट लाइन के लिए या ओपन लाइन के लिए किया जाए जिसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था क्या ट्रांसमिशन लाइन शॉर्टेड या ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन की तरह काम करती है या इंडक्टर या कैपेसिटर की तरह काम करती है इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है क्योंकि जैसा कि आप इन एक्वेशन्स से देख सकते हैं ZD एक शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए एक टैन फ़ंक्शन है और एक ओपन सर्किटेड लाइन के लिए ZD एक कॉट फ़ंक्शन है अब टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए बीटा डी के वैल्यूज के आधार पर शॉर्ट सर्किटेड लाइन्स और ओपन सर्किटेड लाइन्स दोनों के लिए ZD की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या एक शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए यदि हम ZD की इमेजनरी वैल्यू प्लाट करते हैं और हमें इस तरह का कर्व मिलता है जो मूल रूप से टैन फ़ंक्शन है और इस तरह हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी शेप समान होगा सिवाय इसके कि 0 क्रॉस के पॉइंट्स अलग होंगे एक मैच्ड लाइन ट्रांसमिशन लाइन का एक स्पेशल केस है जहां एक लोड ZL एक ट्रांसमिशन लाइन जिसका कैरक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z0 है से जुड़ा है अब यदि ZL Z0 के बराबर है तो लाइन मैच्ड कहलाती है इसके अन्य अर्थ भी होंगे जिन्हें हम बाद में देखेंगे मैच का मतलब यह भी होगा कि जब लोड एंड का रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट 0 होता है तो इसका मतलब है कि लोड एंड पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ये कुछ समय के बाद आएगा अब मैचिंग नोट करे कोंजूगेट मैचिंग से अलग है कोंजूगेट मैचिंग एक कांसेप्ट है जो अक्सर लम्प्ड एलिमेंट सर्किट्स में उपयोग होता है कोंजूगेट मैचिंग एक कांसेप्ट है जहां यह लोड से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से संबंधित है यदि ZG सोर्स इम्पीडेन्स है तो लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है जब ZG ZL का कोंजूगेट होता है जबकि ट्रांसमिशन लाइन में मैचिंग एक ऐसा मामला है जहां लोड पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो ये 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है एक और मज़ेदार प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन जो मौजूद है जिसे क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन के रूप में जाना जाता है मान लें कि ट्रांसमिशन लाइन की कुल इलेक्ट्रिकल लेंथ पाई अपॉन 2 है यदि एक एन्ड पर लोड ZL या RL कनेक्टेड हो तो यह लैम्ब्डा अपॉन 4 या क्वार्टर वेवलेंथ से मेल खाती है तो ZIn इस मज़ेदार रिलेशनशिप से दिखाई जा सकती है जहाँ ZIn बराबर है Z0 स्क्वायर अपॉन RL के अब यदि ट्रांसमिशन लाइन के लिए Z0 को कांस्टेंट रखा जाता है तो हम देखते हैं कि ZIn प्रोपोरशनल है RL के इनवर्स के तो इसका मतलब है कि एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर एक लोड के इनवर्स को इन्वर्ट कर देता है इसका क्या मतलब है कि यदि मान लें कि RL एक शॉर्टेड स्टब है अर्थात यदि RL 0 है तो हम सोर्स एन्ड में इनफाईनाईट इम्पीडेन्स देखेंगे या यदि RL ओपन सर्किटेड है तो हम इनपुट पर शॉर्ट सर्किट देखेंगे अब यहाँ पर एक क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन रेसिस्टिव लोड के लिए दिखाई गयी है जैसा बताया गया था इनपुट इम्पीडेन्स जो हम यहाँ देख सकते हैं RL के इनवर्स होगा जैसा कि मैं पिछली कुछ स्लाइड्स में चर्चा कर रहा था कि एक कांसेप्ट है जिसे रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट कहते हैं तो रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट केवल नेगेटिव ट्रैवेलिंग वेव और पॉजिटिव ट्रैवेलिंग वेव का रेश्यो है इसलिए हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन एक्वेशन्स को हल करने पर हमें 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं एक V कॉम्पोनेन्ट है और दूसरा V कॉम्पोनेन्ट है V पॉजिटिव x दिशा में ट्रेवल करने वाली वेव का कॉम्पोनेन्ट है जबकि V ट्रांसमिशन लाइन में वेव के ट्रेवल का कॉम्पोनेन्ट है जो विपरीत दिशा में घूम रहा है Vx को इंसिडेंट वेव और V x रेफ्लेक्टेड वेव के रूप में भी जाना जाता है तो गामा एक्स या रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट इंसिडेंट वेव और रेफ्लेक्टेड वेव का रेश्यो मात्र है और हम देखते हैं कि गामा एक्स को इस तरह दिया गया है कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने पर हम गामा एक्स को इस तरह लिख सकते हैं जहां गामा L लोड एन्ड में रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट है तो यह रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट इस पॉइंट पर गामा एक्स की वैल्यू है अब चूंकि लोड जुड़ा हुआ है हम कहेंगे कि उसका गामा L कांस्टेंट है अगर लोड कांस्टेंट है तो यह गामा L भी कांस्टेंट रहेगा एक मज़ेदार बात जो हमने देखी वो ये की यदि हम इलेक्ट्रिकल और बीटा D को क्लॉकवाइज ले जाते हैं अगर हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि गामा D अगर मैं इसे इस तरह लिखता हूं यदि D बढ़ता है तो अगर मैं लोड से दूर जा रहा हूं तो मेरा फेसर अधिक नेगेटिव हो जाता है यदि यह अधिक नेगेटिव हो जाता है तो मैं क्लॉकवाइज बढ़ रहा हूं इसलिए हर बार अगर मैं इस फेसर डायग्राम के साथ क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा हूं या अगर ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में मैं लोड से दूर जा रहा हूं तो वह इस फेसर डायग्राम पर क्लॉकवाइज घूमता है अब यह फेसर डायग्राम बस गामा के इमेजिनरी और रियल कंपोनेंट्स का एक प्लाट है हम देखते हैं कि चाहे हम लोड से दूर जा रहे हैं या लोड की ओर गामा D का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहता है दूसरे शब्दों में चाहे हम लोड से दूर जा रहे हों या लोड की ओर जिस स्थान पर हम इस गामा प्लेन पर जा रहे हैं वह सर्किल है और इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोड से दूर जा रहे हैं या लोड की ओर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे जैसा कि मैंने कहा अगर मैं लोड से दूर जाता हूं तो मेरी D की वैल्यू बढ़ रही है मेरा फेसर अधिक से अधिक नेगेटिव हो जाता है अधिक से अधिक नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज बढ़ना अन्य दिलचस्प बात यह है कि अगर मैं एक ट्रांसमिशन लाइन के साथ एक इलेक्ट्रिकल लेंथ बीटा D को पार करता हूं तो गामा प्लेन पर कुल फेसर चेंज उस वैल्यू का दोगुना है इसलिए यदि मैं बीटा D को लोड से दूर ले जाता हूं तो मैं क्लॉकवाइज दिशा में बीटा डी एंगल्स को ले जाऊंगा तो ये ऐसे निष्कर्ष हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे ही हम लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं गामा D गामा L मैग्नीट्यूड के सर्किल के साथ चलता है और जैसे D बढ़ता है रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट क्लॉकवाइज घूमता है और हम जनरेटर की ओर बढ़ते हैं लोड पर डिसीपेटेड पावर फिर से जैसा कि मैंने कहा माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट कांसेप्ट है हमें हर पॉइंट पर निकालना होगा कि इंसिडेंट या रेफ्लेक्टेड पावर क्या है या नेट पावर लॉस क्या है इसलिए यदि हम लोड पर ट्रांसमिट होने वाली टोटल पावर निकालना चाहते हैं तो हम इसे इस एक्वेशन के साथ लिख सकते हैं और फिर कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन्स के बाद हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे देखें कि गामा L 0 है तो PL जो की लोड को वितरित की जाने वाली पावर है वो इंसिडेंट पावर के बराबर है अब सवाल यह है इसलिए हम यहाँ से देखते हैं कि यदि गामा एल 0 के बराबर है तो पूरी इंसिडेंट पावर लोड पर पहुँचती है इसीलिए मैंने कहा कि मैच्ड लाइनों के लिए गामा एल 0 के बराबर होना चाहिए माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में इम्पीडेन्स मैचिंग का संबंध उस कंडीशन से है जहां लोड तक पहुंचने वाली सभी पावर उस तक पहुंचाई जाती हैं और इंसिडेंट पावर का कोई कॉम्पोनेन्ट वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता है और हम देखते हैं कि ऐसा तब होगा जब यह रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट 0 होगा सवाल यह है कि वह कंडीशन क्या है जब लोड रिफ्लेक्शन कंडीशन 0 के बराबर है अब P इंसिडेंट वेव की एक पावर है गामा L लोड रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट है और हमें पता लगाना है कि हम क्या करते हैं हम इम्पीडेन्स ZX की वैल्यू एक बार फिर से निकालते हैं और जो इस एक्वेशन द्वारा दिया गया है जिसके बाद से कुछ मैथमेटिकल मैनीपुलेशन करके हम इस तरह के रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ हमने इम्पीडेन्स ZX को व्यक्त किया है जो पहले V V गामा और x और Z0 के रूप में रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के संदर्भ में व्यक्त की गई थी अब इस एक्वेशन से कुछ मैथमेटिकल मैनीपुलेशन के बाद हम ZX के संदर्भ में गामा X के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं तो गामा एक्स किसी भी पॉइंट पर ZX Z0 अपॉन ZX Z0 के रेश्यो के बराबर है तो लोड एन्ड में गामा मतलब इस एक्वेशन से गामा L इस रिलेशन के बराबर होना चाहिए जहां ZL लोड इम्पीडेन्स और Z0 करेक्टरस्टिक्स इम्पीडेन्स है गामा L 0 होने के लिए यह उस मैच्ड केस के लिए है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे ZL को Z0 के बराबर होना चाहिए तो दूसरे शब्दों में मैचिंग के लिए शर्त यह है कि लोड एंड पर जुड़े लोड को ट्रांसमिशन लाइन की करेक्टरस्टिक्स इम्पीडेन्स से मेल खाना चाहिए माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में अक्सर उपयोग किया जाने वाला एक और दिलचस्प कांसेप्ट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेश्यो है अब यह एक रेश्यो है जो केवल वेव्स की मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है इंसिडेंट और रेफ़्लक्टेड वेव्स के उनका इंसिडेंट या रेफ़्लक्टेड वेव्स के फेसर या फेज से कोई संबंध नहीं है अब ट्रांसमिशन लाइन पर किसी भी पॉइंट पर प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज होगा जो इस तरह दिया जाएगा जब इंसिडेंट या रेफ़्लक्टेड वेव्स के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और न्यूनतम वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ किसी भी पॉइंट पर प्राप्त होगा यह होगा और यह तब होता है जब रेफ़्लक्टेड या इंसिडेंट वेव के साथ डेसट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ध्यान दें कि जब गामा 1 के बराबर होता है अर्थात जब इंसिडेंट वेव का सही रिफ्लेक्शन होता है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी अब Vmax से Vmin के रेश्यो को वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेश्यो के रूप में जाना जाता है एक परफेक्ट मैचिंग वो होती है मतलब एक परफेक्ट मैचिंग उसे कहते हैं जब ZL Z0 के बराबर होता है तो यह एक VSWR होता है जैसा कि इस संबंध से देखा गया है जब गामा 1 के बराबर होता है तो जब गामा 0 के बराबर होता है मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हम जानते हैं कि जब गामा 0 के बराबर होता है तो परफेक्ट मैचिंग होती है और जब ऐसा होता है तो VSWR 1 के बराबर होता है आमतौर पर एक अच्छे के लिए आमतौर पर एक अच्छे डिजाइन में VSWR को आमतौर पर 2 से कम होना चाहिए यहाँ हमारे मॉड्यूल 3 का अंत होता है